आप सभी को नमस्कार इस व्याख्यान में हम कंप्यूटर की सहायता से दवाई बनाने के विषय में चर्चा करेंगे कंप्यूटर एक सहयोगी उपकरण के रूप में प्रयोग में आएगा परन्तु कंप्यूटर एक नई दवाई बनाने के लिए एक औषधीय रसायनज्ञ कृत्रिम रसायनज्ञ एवं भौतिक रसायनज्ञ का स्थान नहीं ले सकता इसलिए यह व्याख्यान कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के विषय को पेश करेगा तो यह दवा की खोज क्या है यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ड्रग कैंडिडेट की पहचान की जाती है यह एक विशिष्ट बीमारी के उपचार के लिए आंशिक रूप से मान्य है हम देखने जा रहे हैं आंशिक रूप से मान्य ड्रग कैंडिडेट क्योंकि जब तक आप वास्तव में एक पशु परीक्षण नहीं करते हैं जब तक कि आप वास्तव में मानव परीक्षण नहीं करते हैं ड्रग कैंडिडेट वैध यौगिक एक दवा नहीं बनता है जिसे बाजार में पेश किया जा सकता है इसलिए हम इसे आंशिक रूप से मान्य कहते हैं आपको कार्य की प्रवृत्ति को जानने की जरूरत है आपको यह जानने की जरूरत है कि दवा कैसे काम करती है हमको ड्रग की कार्यशैली जानने की आवश्यकता है की कैसे ड्रग एंजाइम से या प्रोटीन से बाइंड करता है और बीमारी के पाथवे को निष्क्रिय करता है तो हमें उस विशेष लक्ष्य एंजाइम या प्रोटीन की पहचान करने की जरूरत है और हमें उस लक्ष्य को मान्य करना होगा इसका मतलब है कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है कि यह वही लक्ष्य है जिस पर मेरी दवा काम कर रही है हमें एक ड्रग कैंडिडेट की पहचान करने की आवश्यकता है प्रायः कंपाउंड FDA द्वारा अनुमोदित किये जाने से पहले और बाजार में जाने से पहले कंपाउंड को ड्रग नहीं कहा जाता इसको लीड कंपाउंड कहते है लीड कंपाउंड वह कंपाउंड है जिसकी प्रयोग के दौरान गतिविधियाँ अच्छी पायी गयी और जो अत्यधिक आशा जनक है इसलिए इस कंपाउंड को लीड कंपाउंड कहते है ठीक इसके बाद लीड कंपाउंड को ऑप्टिमाइज़ करने की अव्यश्कता होती है क्योंकि लीड कंपाउंड ने प्रयोगशाला में अच्छे से कार्य किया है यह ये नहीं दर्शाता की लीड कंपाउंड में ड्रग के सभी गुण है जैसा कि आप जानते हैं कि दवा एक ऐसी चीज है जिसे मानव शरीर के अंदर ले जाया जाता है इसलिए इसे विषाक्त नहीं होना चाहिए यह साइड इफेक्ट का कारण नहीं होना चाहिए यह पेट में अच्छे से अवशोषण होना चाहिए इसलिए उन्हें ड्रग समानता गुण कहा जाता है इसलिए हमें उन गुणों को संशोधित करना पड़ सकता है ताकि यह न केवल अच्छी गति विधि है बल्कि अच्छी दवा समानता गुण भी है इसलिए हम ड्रग समानता गुण को कई व्याख्यानों के लिए प्रेषित करने जा रहे है ठीक तो इस लीड कंपाउंड के पास ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इसको ADME कहा जाता है जिसमे A का अर्थ है अवशोषण D वितरण को संदर्भित करता है M उपापचय को संदर्भित करता है और E उत्सर्जन को संदर्भित करता है इसका मतलब ये है की ड्रग का पेट में अवशोषण होना चाहिए ज्यादातर यदि यह ओरल ड्रग है तो यह GI ट्रैक्ट में जाता है जिसका मतलब यह है की इस ड्रग को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अवशोषित किया जायेगा इसके पश्चात यह अवशोषित ड्रग आपके रक्तप्रवाह के अंदर वितरित हो जाता है इसका उपापचय हो जाता है क्योंकि वहाँ कई एंजाइम होते हैं आपका लिवर एक द्वारपाल है जोकि किसी भी बाहरी कंपाउंड को छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है इसके पाश्चात्य अंत में इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है जोकि इसको शरीर के बहार निकाल देता है इसलिए जो ड्रग लिया जाता है उसकी ADME गुण अच्छे होने चाहिए मतलब अवशोषण वितरण उपापचय एवं उत्सर्जन गुण तो यह एक बहुत अच्छा सक्रिय कंपाउंड हो सकता है लेकिन शायद मेटाबोलाइज़ हो जाता है और अपने पेट के अंदर निष्क्रिय हो जाता है तो फिर यह किसी काम का नहीं है इसलिए ADME भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब आप ड्रग्स डिज़ाइन कर रहे हैं फिर इसमें अच्छा पीके और पीडी होना चाहिए यह पीके और पीडी क्या है पीके है फार्माकोकाइनेटिक्स और पीडी कुछ नहीं बल्कि फार्माकोडायनामिक्स है इसका मतलब है कि कैसे दवा उत्सर्जित होती है समय के अनुरूप प्लाज्मा में समय के कार्य के रूप में दवा कैसे अवशोषित की जाती है यह सब फार्माकोकाइनेटिक्स के द्वारा दिया गया है और कैसे दवा जो शरीर के अंदर है उस बीमारी पर काम करती है जिसे कहा जाता है फार्माकोडायनामिक्स हम उनमें से प्रत्येक के बारे में अधिक विस्तार से बात करने जा रहे हैं और यह विषाक्तता नहीं होनी चाहिए इसलिए हमें उस विशेष कंपाउंड की विषाक्तता को जानना होगा जो हम परीक्षण कर रहे हैं कि वह लीड कंपाउंड है जिसकी हम जांच कर रहे है यह नॉन टॉक्सिक होना चाहिए अल्पकालीन टॉक्सिसिटी एवं दीर्घ कालीन टॉक्सिसिटी उदाहरण के लिए अगर किसी को गठिया की समस्या है तो उसे बहुत लंबे समय के लिए एंटी आर्थराइटिस दवाओं को लेना पड़ सकता है तो यह दीर्घकालिक दुष्प्रभाव या विषाक्तता नहीं होना चाहिए ठीक इसलिए इन सभी गुणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जब हम ड्रग बना रहे हो यह केवल मेरी प्रयोगशाला की गतिविधि नहीं है लेकिन मुझे यह समझने की ज़रूरत है कि कार्रवाई का तंत्र क्या है जो इसे लक्षित करता है बंधता है और बीमारी को बढ़ने से रोकता है इसमें अच्छे गुण औषधि समानता गुण जैसे अवशोषण वितरण उपापचय और उत्सर्जन यह अच्छा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स होना चाहिए इसमें किसी भी तरह की विषाक्तता नहीं होनी चाहिए इसलिए ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया बहुत से चरणों को सम्मलित नहीं करता है प्रीक्लिनिकल स्टडीज यदि मेरी प्रयोगशाला में एक अच्छी लीड कंपाउंड है तो हम उसको तुरंत बाजार में नहीं भेज सकते उनको पहले प्रीक्लिनिकल स्टडीज के मानकों को पूरा करना चाहिए आम तौर पर यह जानवरों की मदद से किया जाता है शायद चूहों खरगोशों कुत्तों या बंदरों और इस प्रकार उसे प्रीक्लिनिकल स्टडीज कहा जाता है इसके बाद क्लीनिकल परीक्षण आता है जहां हम मानव वालंटियर्स का उपयोग करते हैं तब नियामक अनुमोदन आता है जिसे आपको खाद्य और औषधि प्रशासन प्राधिकरण विनियमन से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तत्पश्चात यह बिक्री के लिए जाता है इस प्रकार यह ड्रग डिजाइनिंग की पूर्ण प्रक्रिया है लेकिन हम इन सभी के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं हमारा ध्यान इन पर होने के बजाय इन पर अधिक है ठीक तो यह बहुत अधिक प्रीक्लिनिकल स्टडीज है जिन्हें हम यहाँ पर रुकेंगे तो आइए हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के इतिहास को देखें यह 1960 के दशक में शुरू हुआ था और सभी ये यही देख रहे थे की दवा किस टारगेट पे जाती है और बाउंड करती है इससे पहले कि 60 के दशक में अभी तक रोगी को दवा दी गई थी और दर्द में कमी आई थी या बुखार में कमी या संक्रमण में कमी किसी ने नहीं सोचा की दवा ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की किस टारगेट पे ड्रग पहुंची और बाउंड हुई फिर 80 का दशक आया जहां उन्होंने उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग का उपयोग करना शुरू किया जिसके द्वारा कई कई ड्रग कैंडिडेट को निश्चित टार्गेट्स के लिए स्वचालित तरीके से परीक्षण किया गया 10000 20000 कंपाउंड्स का एक शॉट परीक्षण दवा कंपनियों द्वारा किया गया जो कि 80 के दशक में ठीक था क्योंकि एक कंपाउंड को लेना और एक के बाद एक परीक्षण करते रहना संभव नहीं है क्योकि हो सकता है ये बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया हो फिर 80 के दशक में फिर से डेटाबेस आने लगे बहुत सारे डेटाबेस बनाए गए संयुक्त डेटाबेस बड़ी संख्या में कंपाउंड्स की गतिविधि पर डेटाबेस बिभिन्न टार्गेट्स पर कंपाउंड्स की गतिविधि उन्हें कॉम्बिनेटरियल लाइब्रेरी कहा जाता है फिर तेजी से कंप्यूटिंग उपयोग में आने लगी कम्प्यूटिंग शक्ति में वृद्धि समानांतर प्रक्रियाएं आईं इसलिए वैज्ञानिकों ने लिगैंड प्रोटीन के प्रदर्शन के लिए विभिन्न पैरेलल प्रोसेस मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया जैसे डॉकिंग ड्रग प्रोटीन डॉकिंग ड्रग टारगेट डॉकिंग फिर 90 के दशक के जीनोम असेंबली जीनोमिक आधारित टारगेट चयन इसका मतलब है कि हम कोशिश करते हैं समझें कि रोग प्रक्रियाओं में शामिल जीनोम क्या हैं फिर 2000 में हम फार्माकोजेनोमिक्स में चले गए इसका मतलब है कि फार्माकोलॉजिकल के साथ जीनोमिक्स का संयोजन कौन से जीन प्रभावित हुए कौन से औषधीय मुद्दे प्रभावित हुए इसलिए मैं लगभग यही कहूंगा की यह एक कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी का इतिहास है अब हम उन कंपनियों के कुछ नामों पर नज़र डालते हैं जो दवा की खोज में शामिल हैं और बेशक यह समग्र ज्ञान या चित्र के रूप में अधिक है शीर्ष 10 दवा कंपनियों आपने इसके बारे में सुना होगा यह 2014 का डेटा है नोवार्टिस फाइजर रोशे सनोफी मर्क जॉनसन एंड जॉनसन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एस्ट्राज़ेनेका गिलियड टेकेडा और उनकी वार्षिक बिक्री की तरफ देखो जोकि मिलियन डॉलर में है यह लगभग 45 बिलियन डॉलर है इसलिए यदि आप इन सभी को जोड़ते हैं तो आप 200 से 300 या 500 बिलियन डॉलर के संदर्भ में बात कर रहे हैं ठीक है यह एक बड़ा व्यवसाय है तो एक दवा की खोज दवा का व्यवसाय बहुत बहुत बड़ा है ये हैं कुछ जैव फार्मास्युटिकल कंपनियां है अब कई दवाओं का निर्माण जैविक मार्ग से किया जा रहा है रासायनिक मार्ग के बजाय और कई जैव फार्मास्युटिकल कंपनियों के चुनिंदा तरीके से जैविक मार्गों का उपयोग करके आगे आएं है जबकि अब ये कंपनियां जो रासायनिक मार्गों के माध्यम से ड्रग बना रही थीं उनमें भी अब जैविक मार्गों का उपयोग करते हुए कुछ उत्पाद बनाने शुरू कर दिए है इनमें से कुछ कंपनियां आमजन Genentech Serono Biogen Genzyme वगैरह हैं तो एक दवा की खोज अगर तुम देखो यह वैश्विक परिदृश्य है बाजार बहुत बड़ा है यूरोप के बाद अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है उसके बाद जापान इत्यादि है उदाहरण के लिए तुलना में जब हम भारतीय कंपनियों को देखते हैं तो वे बहुत छोटे होते हैं नोवार्टिस या फाइजर शायद 100 आकार का है लेकिन फिर भी वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विशेष रूप से जेनेरिक रैनबैक्सी डॉ रेड्डीज लैब टोरेंट कैडिला कैडिला हेल्थकेयर कैडिला फार्मा ल्यूपिन सन फार्मा निकोलस पीरामल डाबर तो ये सभी भारतीय कंपनियाँ हैं और जैसा कि मैंने कहा कि भारत जेनरिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसका मतलब है कि ड्रग्स जो पेटेंट से बाहर आ गए हैं उनको कोई भी बना सकता है भारतीय उद्योग बहुत सस्ते तरीके से कंपाउंड बनाने में बेहद सक्षम हैं इसलिए वे उत्पाद बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं और वे अमेरिका कोयूरोप तीसरी दुनिया के देशों और वास्तव में निर्यात करने में सक्षम हो जाते हैं इसलिए भारतीय कंपनियां नई दवा की खोजमें नहीं हैं लेकिन वे जेनरिक और काउंटर ड्रग्स में हैं और वे वास्तव में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हैं और उनके उत्पादों को एफडीए द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसका अर्थ है भोजन और दवा प्रशासन प्राधिकरण इत्यादि तो आइए 2013 के टॉप 10 सेलिंग ड्रग्स पर नजर डालते हैं बस आपको ड्रग्स क्या है इसका अंदाजा लगाना है वर्तमान में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आप देखते हैं कि ये 2013 की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग फॉर रुमेटॉयड आर्थराइटिस 148 बिलियन की बिक्री जो की बहुत पैसा है इन कंपनियों द्वारा आर्थराइटिस ऑटोइम्यून बनाये जाते है जो भी बहुत बड़ा है फिर एक और तीसरा कंपाउंड आता है जो रुमेटीइड गठिया के लिए भी है फिर हमारे पास एक अस्थमा मधुमेह कैंसर के लिए दवा और फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दबाये इत्यादि है वर्ष 2013 के अनुसार ये सभी शीर्ष दवाओं का बाजार 14 बिलियन का था जो की 55 बिलियन की वृद्धि पे है और अन्य दवाएं जो लाल रंग में चिह्नित हैं वे रासायनिक मार्गों का उपयोग कर निर्मित हैं जबकि अन्य दवाओं का निर्माण जैविक मार्गों द्वारा किया जाता है तो इसका क्या मतलब है धीरे धीरे फार्मा कंपनियां इसके इस्तेमाल से ड्रग्स बनाने की ओर बढ़ रही हैं रासायनिक दृष्टिकोण के बजाय एक बायोप्रोसेस दृष्टिकोण जब आप कहते हैं कि बायोप्रोसेस हम उपयोग कर रहे हैं या तो एक पशु कोशिका या एक पौधे की कोशिका या एक बैक्टीरिया या वायरस या यीस्ट कोशिका इत्यादि का प्रयोग उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है केवल 3 कंपाउंड पूरी तरह से एक रासायनिक मार्ग का उपयोग करके निर्मित होते हैं मुझे लगता है कि समय प्रगति करेगा सभी कंपाउंड्स को जैविक मार्ग का उपयोग करके निर्मित किया जायेगा इसलिए जो व्याख्यान मैं अगले 40 व्याख्यानों में देने जा रहा हूं वह संरचना और विशेषताओं जैसे विषयों को कवर करेगा तो ऐसी कौन सी संरचनात्मक विशेषताएं दवा में होनी चाहिए जो एक दवा को अगले चरण में ले जाएगी उदाहरण के लिए विशेषताएं जैसे घुलनशीलता लिपोफिलिसिटी इत्यादि हो सकती है यहां तक कि विभिन्न पीएच में विषाक्तता गिरावट स्थिरता जैसे गुण हालत वे सभी गुण कहलाते हैं और फिर दवा समानता क्या यह दवा समानता गुण है इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक मॉलिक्यूल को डिज़ाइन करें और यह बहुत अच्छी गतिविधि दिखाता है इसका मतलब यह नहीं है कि इसे मानव द्वारा लिया जा सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह कम विषाक्त होना चाहिए इसके दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए अपना कार्य कर लेने के पश्चात इसको शरीर से बाहर आ जाना चाहिए यह विभिन्न पीएच स्तिथियो में स्थिर होना चाहिए इसलिए इन सभी को ड्रग समानता का गुण कहा जाता है इसलिए हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं फिर निश्चित रूप से अवशोषण कैसे यह शरीर में अवशोषित हो रहा है वितरित उपापचय किया जाता है उत्सर्जित और फिर इसकी मौखिक जैवउपलब्धता क्या है इसलिए हम दवा को मौखिक रूप से लेते हैं तो इसका मतलब है कि यह पेट में चला जाता है जहां पेट अत्यधिक अम्लीय है हम पीएच 2 के संदर्भ में बात कर रहे हैं और फिर यह पेट में अवशोषित हो जाता है यह रक्त में चला जाता है और फिर रक्त से इसे शरीर में परिचालित किया जाता है और यकृत जो की किसी भी बाहरी वस्तु को छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है इसलिए ड्रग को इन सभी समस्याओं को दूर करना होगा और अंत में टारगेट तक पहुंचना होगा इसी को बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है यदपि में 10 मिलीग्राम की टेबलेट लेता हूँ तो यह आवश्यक नहीं है की टारगेट साइट पे ड्रग की मात्रा 10 मिलीग्राम ही हो क्यूंकि यह हो सकता है की यह मेरे पेट में सही से अवशोषित न हुई हो और ये मेरे पेट में विघटित हो गयी हो और ये यकृत के एन्ज़ाइम्स द्वारा विघटित करदी गयी हो इसलिए जो भी ड्रग की मात्रा मेरे टारगेट साइट पे पहुँचती है वो बहुत है काम हो सकती है इस मात्रा को बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता ह इसलिए हम इसके बारे में बात करने जा रहे है अब हम फ़ोर्स फील्ड पर आते है विभिन्न फ़ोर्स फील्ड क्या है जिनका उपयोग हम करेंगे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और कैसे मिनिमम एनर्जी कन्फर्मेशन की गड़ना करेगें कैसे हम किसी मॉलिक्यूल की संरचना को मिनीमाइज करेगें हम किन बाउंड्री कंडीशंस का उपयोग करेगें QSAR कि मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध है फिर हम देखने जा रहे हैं दवा की संरचनात्मक विशेषताएं जिन्हें फार्माकोफोर कहा जाता है फिर हम कैसे देखने जा रहे हैं संरचना को संशोधित करने के लिए जिसे स्कैफफोल्ड होपिंग कहा जाता है और फिर हम देखते हैं कि टारगेट कैसे पहचाना जा रहा है और हम कैसे पहचानते हैं कि ड्रग्स कैसे जाता है और किसी विशेष टारगेट से बाइंड होता है इसलिए हम डॉकिंग को देखने जा रहे हैं और फिर हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को देखने जा रहे हैं जो कि पीके और पीडी है जो भी मैंने कहा ठीक है इसलिए अगले 40 व्याख्यानों में हम इन सभी विषयों को देखने जा रहे हैं हम कुछ सॉफ्टवेयर्स भी देखने वाले हैं जो बिना शुल्क के उपलब्ध हैं जिनका उपयोग हम इन सभी संचालन को करने के लिए कर सकते हैं कई कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं इसलिए हमे कोई भी व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है मैं किसी भी व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ लेकिन सभी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर्स का उपयोग हम इनमें से कई ऑपरेशन करने के लिए कर सकते हैं वेब में बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध सॉफ्टवेअर हैं हम उन सभी को देखने जा रहे हैं तो इसके लिए कम्प्यूटेशनल संसाधन क्या हैं SWISS ADME नामक एक टूल है मेने इस टूल की साइट का लिंक भी दिया है ताकि आप लोग इस पर एक नज़र डाल सकें इसको SWISS ADME कहा जाता है जब हम मॉलिक्यूल की संरचना बनाते है तब यह टूल मोलेक्युल्स की विशेषताएं बताता है यह बायो अवेलेबिलिटी भी बताता है हमारे पास SWISS टारगेट prediction टूल भी है यदि हम मॉलिक्यूल की संरचना बताये तो यह सक्षम टारगेट के बारे में जानकारी देता है जो की अति महत्यपूर्णं है यह एक अगर मैं एक आणविक सूत्र देता हूं तो यह आपको एक आणविक संरचना देता है यह सॉफ्टवेयर QSPR का उपयोग कर एक दवा उम्मीदवार के फार्माकोकाइनेटिक्स गुणों की जानकारी देता है फिर यह सॉफ्टवेयर एक मॉलिक्यूल की विषाक्तता की जानकारी देता है और मॉलिक्यूल के टुकड़े की विषाक्तता भी इसलिये जब एक दवा शरीर के अंदर जाती है जैसा कि मैंने कहा कि लीवर में एंजाइम छोटी मात्रा में दवा को तोड़ देता है इसलिए टुकड़े भी विषाक्त हो सकते हैं यह सॉफ्टवेयर जानकारी देने की कोशिश करता है कि क्या दवा में विषाक्तता के गुण है या वे टुकड़े विषाक्त होते हैं जो इससे उत्पन्न होते हैं फिर हमारे पास QSAR टूल बॉक्स है फिर हमारे पास एक कीमोइंन्फोर्मेटिक्स ADMET फिजिकल केमिकल प्रीडिक्शन सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर को VLS3D कहा जाता है और फिर 3DQSAR 3 डायमेंशनल QSAR है इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर आपको फार्माकोफोर का विवरण देता है इसका मतलब है कि यह सुविधाओं की पहचान कर सकता है मॉलिक्यूल और लाखों रासायनिक संरचनाओं को खोजने की कोशिश करता है जो की फार्माकोफोर के सामान है यह एक और सॉफ्टवेयर आपको QSAR फार्माकोफोर मॉडल देता है हमारे पास OSIRIS है जो की मॉलिक्यूल की विशेषताएं बताता है मॉलिक्यूल की विशेषताएं बताने के लिए हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसको eDragon कहा जाता है और मॉलिक्यूल की विशेषताएं बताने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसको Molinspiration कहते है आप देख सकते है की बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं और कोर्स के दौरान मैं भी इनमें से कई सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करने जा रहा हूं और मैं आप लोगों को डेमो करने जा रहा हूं कि उनमें से कुछ का उपयोग मेरे अनुभव के आधार पर और वास्तव में कैसे करें एक और सॉफ्टवेयर है जिसे थेराप्यूटिक टारगेट कहा जाता है इस सॉफ्टवेयर में अभिलेखों के आधार पर थेराप्यूटिक प्रोटीन नुक्लेइक एसिड टारगेट और लक्षित रोग की स्थिति एवं उनके पाथवेस के डाटा के जानकारी है एक और सॉफ्टवेयर है जिसे STITCH कहा जाता है यह रसायन या दवा को टारगेट और जीन से जोड़ता है इसलिए यह एक बहुत जटिल नक्शा बनाता है यह मूल रूप से टारगेट जीन और दवा के बीच के अन्तर को जोड़ता है और एक जटिल नक्शा बनाता है तो यह लगभग 15 मिलियन जीन को जोड़ सकता है एक T3DB टोक्सिन टोक्सिन टारगेट डेटाबेस है इससे सामान्य टोक्सिन और उनके जुड़े हुए टोक्सिन टारगेट हम इस डेटाबेस का उपयोग करके पहचान कर सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है और मुझे यकीन है कि आप लोग शायद अपना खुद का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जैसा कि आप वेब पे खोज रहे है कुछ अच्छी किताबें हैं Drug like properties concept structure design methods ADME to tox यह एक बहुत अच्छी किताब है और फिर आपके पास गाइडबुक है Drug design Pharmacophore perception Silico drug design Software and resources computation तो बहुत अच्छी किताबें हैं आप लोग उन पर एक नजर डाल सकते है डेटाबेस हमारे पास यह ZINC डेटाबेस है ZINC के पास 35 मिलियन की खरीद योग्य कंपाउंड संरचनाएं है इसलिए यदि मैं उन गुणों को उन संरचनाओं को देखने जा रहा हूं और मुझे एक मॉलिक्यूल मिलता हैं जो की बहुत अच्छा है मैं भी एक लागत के लिए उसे वहाँ से खरीद सकता हूँ तो यह एक बहुत ही उपयोगी डेटाबेस है फिर हमारे पास ड्रग बैंक डेटाबेस है इसमें 8200 प्रविष्टियाँ हैं जिसका अर्थ है की यह ड्रग्स खाद्य और औषधि प्रशासन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं FDA अनुमोदित दवाएँ है फिर बायोटेक दवाओं न्यूट्रास्यूटिकल प्रायोगिक दवाओं इसलिए अगर मैं जानना चाहता हूं तो कोई भी एक विशेष बीमारी के लिए दवाएं है मैं इस विशेष डेटाबेस या किसी अन्य डेटाबेस को देखूंगा drugcom कहा जाता है इस डेटाबेस में 24000 से अधिक प्राकृतिक एवं प्रेसक्राइब्ड दवाएं है इसलिए सर्व प्रथम अगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी बीमारी के लिए कोई दवा उपलब्ध है या नहीं तो मैं इन 2 डेटाबेसों के माध्यम से पता करुगा फिर आपके पास Chemspider ChemDB chemoinformatics tool PubChem ChemMBL ये सभी डेटाबेस हैं ये मॉलिक्यूल की संरचना दवाओं की संरचना दवाओं के पर्चे की संरचनाएं या न्यूट्रास्यूटिकल्स की संरचना और कुछ गुण जैसे घुलनशीलता और लिपोफिलिसिटी आणविक भार रोटेटेबल बॉन्ड की संख्या हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या इत्यादि की जानकारी देते हैं मैं इन डेटाबेस को बहुत उपयोगी कहूंगा यदि आप संरचनाओं को देखना चाहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स की अधिक जानकारी के लिए यह एक और डेटाबेस है जिसे PharmGKB कहा जाता हैयह संसाधन जो दवा प्रतिक्रिया पर आनुवांशिक भिन्नता के प्रभाव के बारे में बताता है तो अगर अलग अलग जातियों या अलग अलग समुदायों के कारण आनुवांशिक भिन्नता है तो कैसे दवा कार्य करेगी इसलिए बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है जीन्स का डाटा बीमारियों दवाओं पाथवेस पर डेटा तो हम इस डेटाबेस को भी देख सकते हैं यदि आप रुचि रखते हैं फिर बेशक मेडकेम डिजाइनर अरबों मोलेक्युल्स के डेटाबेस संरचनाओं की इतनी बड़ी संख्या एक संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं दवा की खोज के लिए यह डेटाबेस अधिक आवश्यक है इसलिए हमारे पास निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ वाणिज्यिक उत्पाद हैं कुछ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं कुछ स्वतंत्र रूप से शिक्षा के लिए सुलभ व्यावसायिक संस्करण भी उपलब्ध हैं इसलिए हमारे पास बड़ी संख्या में विभिन्न संरचनाओं के मॉलिक्यूल पर डेटाबेस हो सकते हैं निश्चित रूप से कुछ कमर्शियल भी है इसका मतलब है कि यदि आप भुगतान करते हैं तो आप डेटाबेस प्राप्त कर सकेंगे जो सिलिको विश्लेषण में उपयोग किया जा सकता है ये कुछ जर्नल हैं जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं Medicinal chemistry Drug discovery today उनमें से कुछ समीक्षाएँ और कुछ प्रायोगिक अध्ययन इत्यादि के बारे में है मेरे पास संसाधनों की इतनी बड़ी संख्या है जिससे मेने आपको अवगत कराया है आप इनमें से कुछ संरचनात्मक डेटाबेस पर भी नज़र डाल सकते हैं जब हमारे पास समय हो और देखें कि वे कितने उपयोगी हो सकते हैं आइए हम कुछ संरचनाओं को देखें एस्पिरिन यह एक मॉलिक्यूल है जिसे हम सभी बहुत लंबे समय से जानते है और हम सभी ने इस विशेष दवा को लिया होगा यह एक एनाल्जेसिक है यह एक दर्द निवारक है यह एक बुखार विरोधी है जिसका अर्थ है कि यह बुखार काम करती है एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब है कि यह सूजन कम कर देती है और थक्कारोधी का काम करती है एस्पिरिन एक अद्भुत दवा बन गई है आजकल यह हृदय संबंधी समस्या के लिए इस्तेमाल की जाती है और अगर रक्त का चिपचिपापन कम किया जाना है तो एस्पिरिन लेने के लिए कहा जाता है इसका उपयोग एक थक्का रोधी के रूप में भी किया जाता है यह प्रोस्टाग्लैंडिंस के उत्पादन को रोकता है प्रोस्टाग्लैंडिंस मध्यस्थ होते हैं और दर्द को ले जाते है यह एस्पिरिन की संरचना है एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड ठीक है एसिटाइल यह एसिटाइल समूह है ठीक है यह सैलिसिलिक एसिड है एस्पिरिन के कई रूप हैं क्योंकि आप अलग अलग विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं और आपके पास अलग अलग संरचनात्मक विशेषताएं हो सकती हैं इसलिए यदि आप एक दवा को बनाना चाहते हैं तो हम 10 से 15 साल के लिए बात कर रहे हैं लगभग 1 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा आपको 10000 कंपाउंड्स पशु परीक्षण या क्लीनिकल परीक्षण या प्रयोगशाला में परीक्षण करना पड़ सकता है और फिर आपको लगभग 1000 से 5000 वालंटियर्स पर इसका परीक्षण करना पड़ सकता है और उम्मीद है कि आपके पास एक सफल कैंडिडेट हो सकता है तो दवा की खोज एक लॉटरी की तरह है कंप्यूटर में हमें प्रयोगशाला में शायद 100 हजार कंपाउंड का परीक्षण करना पड़ सकता है प्रयोगशाला में हमें लगभग 5000 से 10000 पर परीक्षण करना पड़ सकता है और अंत में आप एक दवा के साथ सफल हो सकते हैं या उनमें से कुछ या उनमें से अधिकांश असफल हो जाएंगे तो इस वजह से बहुत सारा पैसा खो जाता है एक नई दवा हमेशा बहुत बहुत महंगा होता है क्योंकि इसमें बहुत पैसा शामिल है और बाजार में पेश हर दवा के लिए कई विफलताएं हैं इसलिए 60 के दशक में दवा की खोज सस्ता हुआ करती थी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में बात करते हुए लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप नीचे जा सकते हैं यह लगभग एक अरब डॉलर हो गया है इसके साथ ही 50 के दशक में शायद केवल कुछ कंपाउंड्स का परीक्षण किया गया था लेकिन जैसा कि आप नीचे जाते हैं हम देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं 10 गुना अधिक कंपाउंड्स की शर्तों का परीक्षण किया जा रहा है इसलिए हमने अधिक कंपाउंड्स का परीक्षण शुरू किया विपणन की लागत और दवा की लागत भी बढ़ती जा रही है और केवल 6000 ज्ञात दवाएं हैं लेकिन 10 की घात 60 संभावित कंपाउंड हैं इसलिए स्पष्ट रूप से इस कंपाउंड सूची में कई दवाएं हैं जो हम नहीं जानते कि किस प्रकार की गतिविधि इसमें होगी इसलिए नए मोलेक्युल्स और नए कंपाउंड को विकसित करने की बहुत गुंजाइश है इसलिए हम दवा की खोज की अवधारणा को और टारगेट पहचान और लीड पहचान में शामिल कदम क्या हैं अगले वर्ग में जारी रखेंगे आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद